अब हम ARM इंस्ट्रक्शन सेट पर बहुत कम चर्चा शुरू करेंगे इस पाठ्यक्रम के बाद के भाग में हम आपको ARM आधारित और अरुडिनो आधारित बोर्डों पर बहुत सारे प्रदर्शन दिखाएंगे वहाँ हम उच्च स्तरीय लैंग्वेज में अपने प्रोग्राम लिख रहे होंगे लेकिन यहाँ इस बारे में और कुछ अन्य व्याख्यानों के बारे में हम ARM प्रोसेसर की निम्न स्तर की विशेषताओं के बारे में चर्चा करेंगे और इसके लिए हमें असेंबली लैंग्वेज के बारे में एक बुनियादी विचार रखने की आवश्यकता है कि असेंबली लैंग्वेज सुविधाएँ ARM आर्किटेक्चर प्रदान करता है यहाँ हम व्यापक रूप से ARM इंस्ट्रक्शन की विभिन्न श्रेणियों और विशेष रूप से ARM इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर द्वारा प्रदान किए जाने वाले डेटा प्रोसेसिंग इंस्ट्रक्शन के बारे में बात करेंगे ARM इंस्ट्रक्शन सेट के बारे में बात करते हुए आप एक डेवलपर के रूप में देखते हैं जिससे आपको एक एम्बेडेड सिस्टम विकसित या डिज़ाइन करने की आवश्यकता होती है आपके पास एक हार्डवेयर प्लेटफ़ॉर्म एक माइक्रोकंट्रोलर आधारित सिस्टम होगा और आपको इसके लिए सॉफ्टवेयर लिखना होगा आज हम में से अधिकांश सॉफ्टवेयर को कुछ उच्च स्तर की लैंग्वेज में विकसित करते हैं या तो C में या पायथन में या जावा में लेकिन प्रोसेसर के निचले स्तर की विशेषताओं को जानने के लिए हमेशा अच्छा होता है ताकि सूचित निर्णय लिया जा सके कि कौन सा प्रोसेसर बेहतर हो सकता है किसी विशेष एप्लिकेशन के लिए इस प्रेरणा के साथ हम आपको ARM प्रोसेसर की असेंबली लैंग्वेज फीचर्स का संक्षिप्त परिचय दे रहे हैं जो ARM प्लेटफॉर्म द्वारा प्रदान की जाने वाली हार्डवेयर विशेषताओं का प्रतिबिंब है मोटे तौर पर किसी भी इंस्ट्रक्शन सेट को विभिन्न समूहों या व्यापक श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है ARM में हम इन श्रेणियों को डेटा प्रोसेसिंग डेटा ट्रांसफर और कंट्रोल फ्लो के रूप में परिभाषित करते हैं अधिकांश आधुनिक माइक्रोकंट्रोलर हार्डवेयर आर्किटेक्चर पर आधारित हैं जहां आपको एक अलग प्रोग्राम मेमोरी और एक अलग डेटा मेमोरी होगी प्रोग्राम का गठन करने वाले इंस्ट्रक्शन को प्रोग्राम मेमोरी में संग्रहीत किया जाएगा जबकि सभी अस्थायी डेटा जो डेटा मेमोरी में संग्रहीत किए जाएंगे रजिस्टरों के बीच यह PC एक रजिस्टर है जो प्रोग्राम मेमोरी में अगले इंस्ट्रक्शन के एड्रेस की ओर इशारा करेगा जब भी कोई नया इंस्ट्रक्शन मेमोरी से लाया जाता है तो इसे उस एड्रेस से प्राप्त किया जाएगा जो PC में संग्रहीत है जब मैं डेटा प्रोसेसिंग इंस्ट्रक्शन के बारे में बात कर रहा हूं तो हम डेटा पर विभिन्न अरिथमेटिक और लॉजिक ऑपरेशन्स करने के बारे में बात कर रहे हैं अब ARM आर्किटेक्चर RISC पर आधारित है ARM की अधिकांश विशेषताएं RISC आधारित हैं यहां सभी डेटा प्रोसेसिंग इंस्ट्रक्शन केवल रजिस्टरों पर काम करते हैं इसका मतलब है जब मैं कहता हूं कि हम दो रजिस्टरों की सामग्री को जोड़ देंगे और परिणाम को दूसरे रजिस्टर में वापस संग्रहीत करेंगे इसलिए मेमोरी यहाँ काम में नहीं आ रही है अब जब हम डेटा ट्रांसफर के बारे में बात करते हैं तो विकल्प होते हैं हम एक रजिस्टर से दूसरे रजिस्टर में ट्रांसफर कर सकते हैं या रजिस्टर से डेटा मेमोरी या डेटा मेमोरी से रजिस्टर में करने के लिए ट्रांसफर कर सकते हैं ये विकल्प सभी हैं और ये डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन का गठन करेंगे और कण्ट्रोल फ्लो इंस्ट्रक्शन वे हैं जो एक प्रोग्राम के एक्सेक्यूशन के अनुक्रम को बदल देंगे आम तौर पर जैसा कि मैंने कहा कि PC अगले इंस्ट्रक्शन की ओर इशारा करता है क्योंकि इंस्ट्रक्शन एक्सेक्यूशन कर रहे हैं PC का मान बढ़ जाता है लेकिन जब भी आपको कुछ इंस्ट्रक्शन मिलते हैं जैसे कि जंप या सबरूटीन कॉल अचानक वह क्रम गड़बड़ा जाएगा और आप किसी अन्य एड्रेस पर जाएंगे और वहां से आप अपने इंस्ट्रक्शन को प्राप्त करना शुरू करेंगे इसका मतलब है कण्ट्रोल फ्लो के परिवर्तन से और इस तरह के इंस्ट्रक्शन को कण्ट्रोल फ्लो इंस्ट्रक्शन कहा जाता है अनिवार्य रूप से कण्ट्रोल फ्लो इंस्ट्रक्शन वे हैं जो किसी तरह से PC के मान में फेरबदल करेंगे ताकि इंस्ट्रक्शन एक्सेक्यूशन के सामान्य अनुक्रम को बदल दिया जाएगा हमने पहले डेटा प्रोसेसिंग इंस्ट्रक्शन के बारे में बात की थी जो ARM इंस्ट्रक्शन सेट में मौजूद हैं अब ARM इंस्ट्रक्शन में पहली बात यह ध्यान देने की है कि रजिस्टर सभी 32 बिट आकार के हैं प्रोसेसर के अंदर ALU भी 32 बिट नंबरों पर काम करने की क्षमता रखता है तो सभी ऑपरेंड जो संचालित किए जा रहे हैं वे 32 बिट आकार के हैं आप इन ऑपरेशनों को रजिस्टरों पर कर सकते हैं या कुछ ऑपरेंडों में स्थिरांक हो सकते हैं इन्हें शाब्दिक या तात्कालिक मान कहा जाता है मैं कह सकता हूं कि एक रजिस्टर की सामग्री में मान 10 जोड़ें वह 10 एक स्थिरांक की तरह है जिसे शाब्दिक या तात्कालिक मान कहा जाता है यह मान 10 इंस्ट्रक्शन के भाग के रूप में निर्दिष्ट किया जाता है और इसे तात्कालिक मान कहा जाता है गणना के बाद का परिणाम भी 32 बिट परिणाम है और इसे कुछ विशेष रजिस्टर में संग्रहीत किया जाएगा बेशक एक अपवाद है एक विशेष गुणा इंस्ट्रक्शन है जहां परिणाम 64 बिट संख्या के रूप में संग्रहीत किया जाता है अब आप जानते हैं कि जब भी हम दो n बिट संख्या को गुणा करते हैं तो परिणाम 2n बिट्स हो सकता है इसलिए जब आप दो 32 बिट संख्या को गुणा करते हैं तो परिणाम अधिकतम 64 बिट हो सकता है एक बहुस्तरीय इंस्ट्रक्शन का एक संस्करण है जहां परिणाम दो रजिस्टरों या 64 बिट्स में संग्रहीत किया जा सकता है इन व्याख्यानों में हम इंस्ट्रक्शन एन्कोडिंग के बारे में चर्चा नहीं करेंगे इसका मतलब है वास्तव में कैसे इंस्ट्रक्शन शब्द के बिट्स रजिस्टरों को निर्दिष्ट करते हैं हम आर्किटेक्चर के उस विस्तार में नहीं जा रहे हैं लेकिन अनिवार्य रूप से किस तरह के इंस्ट्रक्शन का समर्थन किया जाता है जिन पर हम चर्चा करेंगे पहले हमें अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन के बारे में बात करते हैं सबसे बुनियादी इंस्ट्रक्शन इसके जोड़ और घटाव हैं ARM विभिन्न जोड़ और घटाव इंस्ट्रक्शन विकल्प प्रदान करता है आइए देखते हैं कि किस तरह के इंस्ट्रक्शन हैं पहले एक सरल ऐड इंस्ट्रक्शन है यहाँ एक उदाहरण के रूप में मैंने तीन रजिस्टर आर 0 r1 r2 दिखाए हैं लेकिन आपके पास कोई भी रजिस्टर हो सकता है न केवल आर 0 r1 r2 पहला एक गंतव्य का प्रतिनिधित्व करता है दूसरा और तीसरा दो स्रोत ऑपरेंड को इंगित करता है इसलिए जब मैं ADD r0 r1 लिखूंगा r2 r1 और r2 के मान जोड़ दिए जाएंगे और परिणाम r0 में संग्रहीत हो जाएगा कैरी के साथ एक वर्जन ऐड होता है जिसे आम तौर पर मल्टी प्रिसिजन अरिथमेटिक को संभालने के लिए इस्तेमाल किया जाता है जब आप दो 64 बिट संख्याएँ जोड़ रहे हैं तो आप पहले दो 32 बिट संख्याएँ जोड़ते हैं यदि कोई ले जाने वाला अगला 32 बिट नंबर है तो आप उस कैरी के साथ जोड़ रहे होंगे तो आपके पास इंस्ट्रक्शन का ADC संस्करण होना चाहिए यह कैरी के साथ है फिर एक सामान्य SUB इंस्ट्रक्शन है यह r1 r2 है परिणाम r0 में जा रहा है बहु सटीक अरिथमेटिक के लिए फिर से घटाव में एक समान उधार अवधारणा है एक BBC संस्करण है जहां कैरी फ़्लैग का उपयोग किया जाता है वास्तविक गणना इस तरह से की जाती है r1 r2 सी 1 यह घटाव ऑपरेशन के दौरान उधार का ख्याल रखता है अब घटाव इंस्ट्रक्शन के दो भिन्नताएं हैं जहां ऑपरेंड की भूमिका उलट है जैसे SUB इंस्ट्रक्शन में हम r1 r2 कह रहे हैं अब अगर मैं कहता हूं कि RSB का अर्थ है रिवर्स सबट्रैक्ट इसका मतलब है r2 r1 इसी तरह उधार के साथ एक संस्करण है ले जाने के साथ रिवर्स घटाना यह r2 r1 C 1 है आप पूछ सकते हैं कि आपको दो प्रकार के घटाव इंस्ट्रक्शन की आवश्यकता क्यों है मैं हमेशा इस इंस्ट्रक्शन को SUB r0 r2 r1 के रूप में लिख सकता हूं यह ARM इंस्ट्रक्शन दूसरे ऑपरेंड को अधिक लचीले तरीकों से निर्दिष्ट करने की अनुमति देता है यदि आपके पास घटाव का एक रिवर्स संस्करण है तो उस लचीले ऑपरेंड को सामान्य डेटा से घटाया जा सकता है हम देख रहे होंगे कि दूसरा ऑपरेंड आपको किस तरह का लचीलापन प्रदान करता है लेकिन यह रिवर्स सबट्रेक्ट आपको एक लचीले ऑपरेंड से एक सामान्य ऑपरेंड जोड़ने की अनुमति देता है या एक लचीले ऑपरेंड से आप एक सामान्य ऑपरेंड को घटा सकते हैं दोनों विकल्प प्रदान किए जाते हैं और इन सबट्रेक्ट इंस्ट्रक्शन में आप इन 32 बिट नंबरों को या तो अनसाइंड या 2 के कॉम्प्लीमेंट साइंड नंबरों के रूप में देख रहे हैं अब बाइनरी में जोड़ और घटाव के संबंध में इन दोनों में कोई फर्क नहीं है जिस तरह से अरिथमेटिक किया जाता है वह बिल्कुल समान है कुछ बिटवाइज़ लॉजिक इंस्ट्रक्शन हैं AND ORR और EOR जैसे इंस्ट्रक्शन हैं जो निर्दिष्ट ऑपरेंड पर बिटवाइज़ लॉजिकल ऑपरेशन करते हैं एक अन्य इंस्ट्रक्शन भी है जिसे बिटवाइज़ स्तर पर समर्थित किया जाता है इसे शॉर्ट में BIC बिट क्लियर इंस्ट्रक्शन कहा जाता है वास्तविक अर्थ है r2 के कॉम्प्लीमेंट के साथ r1 का जोड़ है आप ऑपरेशन NOT करते हैं और फिर एक AND करते हैं तो r2 में जो भी बिट 1 है यदि आप NOT करते हैं तो वे बिट 0 बन जाएंगे यदि आप AND r1 के साथ करते हैं तो r1 के संबंधित बिट्स 0 बन जाएंगे तो जहाँ भी r2 में आपके पास 1 हैं r1 में संगत बिट्स उन्हें 0 बनाया जाएगा इसका मतलब है कि वे क्लियर हो जाएंगे तो इसे बिट क्लियर इंस्ट्रक्शन भी कहा जाता है फिर आपके पास रजिस्टर से रजिस्टर मूव इंस्ट्रक्शंस होंगे यह भी हम डेटा मैनीपुलेशन श्रेणी के तहत परिभाषित कर रहे हैं यहाँ दो तरह के रजिस्टर हैं जो एक रजिस्टर से रजिस्टर मूव एक सरल रजिस्टर है आप देखते हैं कि जब मैं रजिस्टर से रजिस्टर मूव कह रहा हूं मुझे केवल दो ऑपरेंड निर्दिष्ट करने की आवश्यकता है जब मैं MOV r0 r2 कहता हूं इसका मतलब है कि r2 का मान r0 में कॉपी किया गया है एक और संस्करण चालित नकारात्मक है इसका मतलब है अगर मैं कहता हूं कि MVN r0 r2 यहाँ यह 2 कॉम्प्लीमेंट होगा और r0 में ले जाया जाएगा ऐसे कई ऍप्लिकेशन्स हैं जहां हमारे 32 बिट संख्या के नकारात्मक मान की आवश्यकता होती है वहाँ आप इस MVN इंस्ट्रक्शन का उपयोग कर सकते हैं अब यहाँ एन्कोडिंग में मैंने कहा कि आपको तीन रजिस्टरों की आवश्यकता नहीं है यह r1 जिसका हम पहले उल्लेख कर रहे हैं मध्य ऑपरेंड जो यहां आवश्यक नहीं है केवल दो ऑपरेंड की आवश्यकता है तुलनात्मक इंस्ट्रक्शन की एक किस्म है आप CPSR में याद करते हैं कि हमने अपने पिछले व्याख्यानों में चर्चा की थी कि कुछ कंडीशन फ्लैग हैं आपको याद है कि Z फ्लैग थे N फ्लैग थे V फ्लैग था इत्यादि ये फ्लैग वास्तव में कुछ अरिथमेटिक या लॉजिक ऑपरेशन्स के परिणामों का ट्रैक रखते हैं जब आप दो नंबर जोड़ते हैं तो ये फ्लैग इस बात पर नज़र रखेंगे कि क्या परिणाम 0 था क्या परिणाम सकारात्मक या नकारात्मक था क्या उस ऑपरेशन के कारण कोई ओवरफ्लो हुआ था आदि कभी कभी आपको केवल दो संख्याओं की तुलना करने और निर्णय लेने की आवश्यकता होती है आप वास्तव में इसके अलावा जोड़ या घटाव नहीं कर रहे हैं और परिणाम कहीं जमा कर रहे हैं बस आपको दो मान की तुलना करने की आवश्यकता है उपलब्ध इंस्ट्रक्शन की तुलना के एक मेजबान हैं जैसे आप CMP r1 r2 कह सकते हैं इसका मतलब है कि आंतरिक रूप से आप r1 r2 कर रहे हैं और आप जाँच रहे हैं कि परिणाम 0 नकारात्मक या सकारात्मक है तदनुसार फ्लैग सेट किए जाएंगे नकारात्मक की तुलना में एक और संस्करण है वास्तव में इसका मतलब है कि आप r1 r2 करते हैं और फिर फ्लैग सेट करते हैं यहां ये इंस्ट्रक्शन एक रजिस्टर में कोई परिणाम नहीं देते हैं यह वही है जो आपको याद रखना चाहिए यह केवल कंडीशन फ्लैग को सेट करता है ताकि आप उस परिणाम का उपयोग बाद में कंडीशन फ्लैग के आधार पर कर सकें इसी तरह तुलना की तरह परीक्षण है इस तुलना का मतलब है कि आप लॉजिक और r1 और r2 के बिट वाइज ADD कर रहे हैं फिर आप परिणाम की जाँच कर रहे हैं 0 या नॉनज़ेरो और फिर तदनुसार फ्लैग सेट करें इसी तरह आप एक्सक्लूसिव के लिए परीक्षण करते हैं टीईक्यू इक्वलिटी का अर्थ है एक्सक्लूसिव यदि आप 0 एक्सक्लूसिव OR 0 लेते हैं परिणाम 0 है यदि आप 1 या 1 का एक्सक्लूसिव OR लेते हैं तो वह भी 1 है लेकिन यदि आप 0 और 1 या 1 या 0 का एक्सक्लूसिव OR लेते हैं तो यह 1 है तो एक एक्सक्लूसिव OR का परिणाम आपको बताएगा कि बिट्स समान हैं या नहीं हैं इसलिए यदि आप पूरे 32 बिट संख्याओं का XOR लेते हैं और परिणाम 0 देखते हैं तो इसका मतलब है कि दो संख्याएँ समान हैं सभी बिट्स XOR मान 0 दे रहे हैं यही कारण है कि परिणाम 0 है तत्काल ऑपरेंड को निर्दिष्ट करने के तरीके हैं जैसे मैंने कहा कि आप कुछ तात्कालिक डेटा निर्दिष्ट कर सकते हैं मैं इस हैश प्रतीक के साथ लिख सकता हूं मैं दूसरे ऑपरेंड का उपयोग तत्काल ऑपरेंड के रूप में कर सकता हूं एम्परसैंड इंगित करता है कि मैं जिस संख्या को निर्दिष्ट कर रहा हूं वह हेक्साडेसिमल में है तात्कालिक मान के संबंध में इस संख्या के अधिकतम मान पर कुछ प्रतिबंध है जिसका आप प्रतिनिधित्व कर सकते हैं सीमा आमतौर पर 0 से 255 है आप इसे 2 के कॉम्प्लीमेंट नंबर के रूप में भी मान किया जा सकता है आप एक नकारात्मक मान भी दे सकते हैं और एक और सुविधा है इंस्ट्रक्शन में अतिरिक्त 4 बिट्स हैं जहां आप निर्दिष्ट कर सकते हैं कि इन ऑपरेंड मान को घुमाया जाएगा और उस 32 बिट रेंज के भीतर इन 8 बिट्स को यहां या यहां या यहां या यहां पोस्ट किया जा सकता है आप अपनी आवश्यकता के अनुसार अपना नंबर बना सकते हैं और फिर आप ADD SUB इत्यादि कर सकते हैं मैंने दूसरे ऑपरेंड में कुछ लचीलेपन के बारे में बात की है आप यहां देखें कि यह शिफ्ट रजिस्टर ऑपरेंड आता है आपने आर्किटेक्चर में याद किया कि मैंने ARM में बताया था कि एक बैरल शिफ्टर है दूसरा ऑपरेंड वैकल्पिक रूप से बैरल शिफ्टर के माध्यम से जाता है आप इसे स्थानांतरित कर सकते हैं और फिर आप कुछ अरिथमेटिक या लॉजिक ऑपरेशन्स कर सकते हैं असेंबली लैंग्वेज लेवल में आप इस प्रकार निर्दिष्ट कर सकते हैं ADD r1 r2 r3 LSL 3 चौथे पैरामीटर में आप कहते हैं कि 3 द्वारा लॉजिक शिफ्ट लेफ्ट हैं इसका मतलब है कि दूसरे ऑपरेंड को तीन पदों पर शिफ्ट लेफ्ट दिया गया और फिर r2 में जोड़ा गया आप इसे एक स्थिरांक के रूप में निर्दिष्ट कर सकते हैं या कुछ रजिस्टर मे स्पेसिफी कर सकते है आप r5 द्वारा शिफ्ट लॉजिक बदलाव को भी निर्दिष्ट कर सकते हैं जो कुछ भी r5 में मान है कई बिट्स स्थानांतरित कर दिया जाएगा आप यहां देखें कि हमारे पास दूसरे ऑपरेंड को एक लचीले तरीके से निर्दिष्ट करने की सुविधा है या तो सामान्य रूप में या कुछ स्थानांतरित रूप में यही कारण है कि यह रिवर्स सबट्रैक सुविधा भी है और न केवल लॉजिकल शिफ्ट लेफ्ट है विभिन्न शिफ्ट और रोटेट इंस्ट्रक्शन या विकल्प उपलब्ध हैं लॉजिकल शिफ्ट लेफ्ट लॉजिकल शिफ्ट राइट रोटेट राइट दाहिनी ओर घूमने का मतलब है कि जब आप दाहिनी ओर शिफ्ट होंगे तो बाहर आने वाला आखिरी बिट फिर से रजिस्टर के अंदर पहुंच जाएगा दाईं ओर विस्तारित घुमाएं का अर्थ है कि आप जिस रजिस्टर को दाईं ओर घुमा रहे हैं उसके बाद आपका कैरी फ्लैग होगा यह बिट इस कैरी फ़्लैग में जाएगा और कैरी फ़्लैग को इसमें घुमाया जाएगा यही कारण है कि यह 33 बिट घुमाव की तरह है इसे 1 बिट द्वारा विस्तारित कहा जाता है और अरिथमेटिक शिफ्ट बायीं ओर लॉजिक शिफ्ट लेफ्ट के समान है कोई अंतर नहीं है और अरिथमेटिक पारी सही का मतलब है कि अगर यह एक नकारात्मक संख्या है जब आप दाएं बदलाव करते हैं तो 1 को सबसे महत्वपूर्ण बिट पक्ष में जोड़ा जाएगा यदि यह सकारात्मक संख्या 0 जोड़ा जाएगा तो ये विभिन्न विकल्प हैं इस चित्र में इनमें से कुछ दिखाए गए हैं आप यहां देखते हैं कि यदि आप कहते हैं कि लॉजिकल शिफ्ट लेफ्ट 5 है तो ओरिजिनल रजिस्टर को 5 पोजिशन से शिफ्ट लेफ्ट और 0 को दाईं ओर जोड़ा जाएगा यदि आप कहते हैं कि लॉजिक शिफ्ट राइट 5 हैं जैसे आप दाईं ओर से और शिफ्ट में जोड़े गए हैं यदि मैं अरिथमेटिक शिफ्ट राइट हूं लेकिन संख्या सकारात्मक है जिसका अर्थ है कि MSB 0 था तो 0 को जोड़ा जाएगा लेकिन यदि संख्या नकारात्मक थी जिसका अर्थ है कि सबसे महत्वपूर्ण बिट 1 था तो 1 बाईं तरफ जोड़ा जाएगा और जैसा कि मैंने कहा कि जो भी बाहर जाता है उसे यहाँ अंदर हो जाएगा ये विभिन्न विकल्प हैं कुछ गुणन इंस्ट्रक्शन भी हैं MUL r1 r2 r3 आप दो संख्याओं r2 r3 को गुणा करते हैं और आप परिणाम का केवल 32 बिट लेते हैं क्योंकि गुणा परिणाम 64 बिट हो सकता है लेकिन आप उच्च क्रम बिट्स को अनदेखा करते हैं जो आप मानते हैं कि परिणाम 32 बिट्स के भीतर फिट होगा और आप पिछले 32 बिट्स लेते हैं गुणन में तत्काल ऑपरेशन्स का उपयोग नहीं किया जा सकता है एक और इंस्ट्रक्शन है जो डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग अनुप्रयोगों के लिए बहुत उपयोगी है इसे गुणा और संचय कहा जाता है वहां आपको किसी संख्या को लगातार किसी अन्य संख्या से गुणा करना होगा और लगातार दूसरे मान में जोड़ना होगा इसके साथ हम इस व्याख्यान के अंत में आते हैं जहां हमने कुछ अरिथमेटिक और लॉजिक इंस्ट्रक्शन के बारे में बात की है जो ARM इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर द्वारा उपलब्ध और समर्थित हैं अगले व्याख्यान में हम डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन के बारे में बात करेंगे डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन के विभिन्न प्रकार क्या हैं जिनका उपयोग रजिस्टरों और मेमोरी के बीच डेटा ट्रांसफर करने के लिए किया जा सकता है धन्यवाद